स्वागत है आपका इस व्याख्यान २३ में आज हम पर्यावरण नैतिकता और आध्यात्मिकता के विवरण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं पिछली चर्चाओं में हमने पर्यावरण नैतिकता के बारे में चर्चा की है और यह भी चर्चा की है कि इंजीनियरों को पर्यावरण के बारे में जिम्मेदार क्यों होना चाहिए और हमने उपयोगितावादी दृष्टिकोण से इस पर चर्चा की है हमने अधिकारों और न्याय के दृष्टिकोण से इस पर चर्चा की है और हमने ध्यान देने योग्य दृष्टिकोण पर भी चर्चा की है और हमने यह चर्चा की है कि यह उस व्यक्ति के मूल्यों पर अधिक निर्भर करता है जो निर्णय कर रहा है व्यक्ति का विश्व दृष्टिकोण व्यक्ति का गुणी स्वभाव जो इस निर्णय को ले रहा है कि क्या महत्व हैपर्यावरण का उसके लिए और अन्य गैर मानवीय संस्थाओं और उनके लिए क्या देखभाल की जानी चाहिए उनके लिए हमें उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही अपनी परियोजनाएं पूरी करते हुए और अगर कोई नुकसान हुआ है क्योंकि ऐसा हम समझते हैं कि अगर हम सिर्फ यह नहीं कह सकते हैं जैसे हम कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं इसलिए हम जो कुछ भी हितकारी कार्य करते हैं वह हमेशा एक मानव और गैर मानव इकाई के बीच हितों का टकराव होता है इसलिए यदि गैर मानव इकाई का हित नुकसान में है पीड़ित है तो हमें किस हद तक देखभाल करने की आवश्यकता है यह देखने के लिए कि नुकसान कम से कम हो यह हम पहले ही अन्य दृष्टिकोणों से चर्चा कर चुके हैंआज हम जो देखने जा रहे हैं क्योंकि पिछली चर्चाओं में हमने निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के गुणी स्वभाव के बारे में उल्लेख किया है आज की चर्चा में हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि विभिन्न दृष्टिकोणों या मूल्य जो इस प्रकार हैं कि हम अपने विभिन्न धर्मों और आध्यात्मिकता से प्राप्त करते हैं यह पर्यावरणीयनैतिकतापर भी ध्यान केंद्रित करता है तो आज की चर्चा पर्यावरण नैतिकता और आध्यात्मिकता के बारे में होगी इसलिए आज के लिए मॉड्यूल व्याख्यान श्रृंखला की रूपरेखा है परिचय फिर पारलौकिकता गहरी पारिस्थितिकी पर्यावरण एवं महिला के सम्बन्ध गैया परिकल्पनाजूदेव ईसाईपरंपरा एशियाई धर्मों एनिमेटेड इसलिए जो हम पाते हैं वह शास्त्रीय नैतिक सिद्धांतों में है यह हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई ठोस आधार प्रदान नहीं करता है इसलिए जैसा कि हम पहले से ही बांध की अवधारणा के निर्माण के बारे में चर्चा कर चुके हैं उपयोगितावाद में बांध का निर्माण उचित हो सकता है लेकिन यदि इसकी लागत आवास और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने के मामले में बहुत अधिक है तो यह उचित नहीं हो सकता है वे विचारक जिन्होंने शास्त्रीय सिद्धांतों के विचार की उपेक्षा की उन पर व्यक्तिगत जीवों स्थानों पारिस्थितिक तंत्र और भविष्य की पीढ़ियों के लिए वास्तविक चिंता का अधिक प्रभाव था उन्होंने आध्यात्मिकता में पर्यावरण नैतिकता के लिए अपनी खोज शुरू की इसलिए क्योंकि यह इस प्रकार है कि कैसे पारिस्थितिकी तंत्र को क्या नुकसान है और भविष्य की पीढ़ी क्या है इसे कैसे नुकसान अर्थात हानि पहुंच रही है या नहीं तो इस अर्थ की खोज अध्यात्म से होती है ट्रान्सेंडैंटलिज्म धर्ममें प्रकृति की आध्यात्मिकता को शामिल करने का सबसे पहला प्रयासहै राल्फ वाल्डो इमर्सन और हेनरी डेविड थोरो ने वैज्ञानिक समझ के माध्यम से प्रकृति को समझने के विचार को अस्वीकार कर दिया और पारलौकिकता की अवधारणा का प्रस्ताव रखाजो प्रकृति को समझने के लिए वैज्ञानिक लॉजिक्स से आगे बढ़ने को दर्शाता है इमर्सन ने आध्यात्मिकता प्राप्त करने के लिए अपने आप को प्रकृति से जुड़ने के विचार की वकालत की इसलिए जब तक और केवल जब तक हम गैर मानव इकाई की तरह दूसरे को उस इकाई के सामने आत्मसमर्पण करके या विशेष रूप से प्रकृति को उस स्थिति में रखने के लिए समझ सकते हैं तब तक किसी अन्य इकाई को समझना बहुत मुश्किल है इसलिए इमर्सन ने आध्यात्मिकता प्राप्त करने के लिए अपने आप को प्रकृति से समाहित करने के विचार की वकालत की इसलिए जब हम मानव और गैर मानव इकाई की संचार सम्बन्धों को समझ सकते हैं तभी उसको ट्रान्सेंडैंटलिज्म कहते हैं यदि हम अपने निम्न स्वात्म से आगे बढ़ सकते हैं और बड़े आत्म सार्वभौमिक आत्म के साथ जुड़ सकते हैं इसे हम आध्यात्मिकता कह सकते हैं हम संचार सम्बन्धों को तब समझते हैंजब हम अपने स्वयं का प्रभाव से निकलते हैं तभी हम उन्हें उस तत्व के प्रभाव के समग्र दृष्टिकोण से समझ सकते हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं लेकिन कोई एक सवाल पूछ सकता है कि यह इंजीनियरों के लिए कैसा है यह दार्शनिक विचार की एक दार्शनिक समझ हो सकती है फिर यह इंजीनियरों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है यह निश्चित रूप से कुछ अर्थों में इंजीनियरिंग से संबंधित है जैसा कि ट्रान्सेंडैंटलिज़्म प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संरक्षण के आंदोलनों की नींव की ओर जाता हैजो एक तरह से इंजीनियरों के उन कार्यों अथवा परियोजनाओं को प्रतिबंधित करता है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकता है जैसे औद्योगिक उद्देश्योंआदि केलिए अत्यधिक पानी का उपयोग करके पेड़ों को काटना तो यह गूढ़ पारिस्थितिकी की अवधारणा का एक मूल संबंध है इसलिए जब हम पारलौकिकता की बात कर रहे हैं जब हम स्वयं अथवा और सार्वभौमिक स्वात्म के बीच संपर्क की बात कर रहे हैं एवं प्रकृति के मानव और गैर मानव इकाई के बीच संपर्क की बात कर रहे हैं इसलिए हम पारिस्थितिकी में देख रहे हैं कि हम प्रकृति की सभी संस्थाओं के बीच एक गहरे संबंध को देख रहे हैं ताकि वे एकदूसरे केसाथ मिलकर रह सकें यह न केवल स्वयं के अस्तित्व में है बल्कि अन्य की कीमत पर या दूसरे को प्रदान की गई हानि से विद्यमान है लेकिन जब हम उस ओर संकेत कर रहे हैं तो यह दोनों पक्षों का एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है तो यह गूढ़ पारिस्थितिकी हमें क्या बताती है गहन गूढ़ पारिस्थितिकी जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा की है पारलौकिकता का विस्तार है इस आंदोलन को नार्वे के दार्शनिक अर्नेनेसके लेखन के साथ औपचारिक रूप दिया गया थाजिन्होंने दो मौलिक मूल्यों का प्रस्ताव रखा था पहला था आत्म बोध और जैविकी केंद्रित समानता मूल्यांकन के आधार पर या दूसरा था पर्यावरण नैतिकता के विकास के आधार पर अब समझें कि आत्म साक्षात्कार क्या है ये मूल्य तर्कसंगत औचित्य को परिभाषित करते हैं और पारिस्थितिकी के साथ गहराई से जुड़ने पर अधिक भरोसा करते हैं आत्म साक्षात्कार अथवा स्वयं को जानना का संबंध स्वयं से अधिक ब्रह्मांड के सदस्य के रूप में एक व्यक्ति या किसीविशेष समुदाय केसदस्य केरूप में नहीं है जैसा कि हम बता रहे थे कि यह अधिक से अधिक सार्वभौमिक स्व के साथ स्वयं का जुड़ाव हैनेस केअनुसार जहाँ मेरा अल्प स्व अस्तित्व एक बड़े स्व अस्तित्व केसाथ जुड़ा हुआ है यह केवल प्रतिबिंब औरचिंतन केमाध्यम से प्राप्त किया जा सकता है इस संदर्भ मेंचिंतन करना हैकि यहहमेंकैसे प्रभावित करेगा औरदीर्घावधि पर किसी क्रिया के प्रभाव पर और जब भी हम इसदीर्घकालिकचिंतनकी बात कर रहे हैं हम उस क्रिया के प्रभाव के बारे में सोच रहे हैं न कि हम पर जो हम वर्तमान में कर रहे हैं और प्रकृति भीकहती हैं हमारी भावी पीढ़ी का अर्थ है मानव संस्थाएँ बल्कि अन्य गैर मानवीय संस्थाएँ भी जैव केंद्रित समानताआत्म अनुभव काअनुसरण करतीहैऔर अपने आप को दुनिया के अन्य प्राणियों के साथ समझने के लिए प्रेरित करती है हम खुद कोश्रेष्ठनहीं मान सकते औरयह स्वीकार करना चाहिए कि सभी प्राणियों को फलने फूलने का समान अधिकार है हम अन्य प्राणियों को केवल उसी सीमा तक सेवन और उपयोग कर सकते हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है यदि ऐसा नहीं है तो हमें इसे करने का प्रयास नहीं करना चाहिए एक गूढ़ अथवा दार्शनिक अथवा अध्य्यनशील पारिस्थितिकी विज्ञानी के लिए भौतिक धन इकट्ठाकरनाअनैतिकमाना जाता है और यह जुड़ा हुआ है जब हम एक स्थायी समाज की बात कर रहे हैं समाज के अधिक अच्छे के लिए स्थायी समुदायों संसाधनों के उपयोग को उस सीमा तक सीमित किया जाना चाहिए जो महत्वपूर्ण साधनों के मिलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है यदि हम स्वयं पर प्रतिबंध का पालन करते हैं तो हमअपनी भविष्य की पीढ़ी के उपयोग के लिए इन संसाधनों में से कुछ को संरक्षित करने कीस्थिति मेंहोंगे लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों से वंचित रह जाएंगी जिनका हम अभी आनंद ले रहे हैं और उस जीवन का जिसमें कि हम वर्तमान में अग्रणी हैं का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं होंगे तो इंजीनियर को इस तथ्य का सम्मान करना चाहिए दूसरे का जीवन मानव या गैर मानव काअपने आप मेंएक मूल्यहै औरइंजीनियरों को एक व्यक्ति विशेष के रूप में इसकी समृद्धता को भौतिक लाभों के लिए कम करने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए पृथ्वी पर प्रत्येक इकाई चाहे वह मानव हो या गैर मानवीय अपने आप मेंएक स्वमूल्यहै औरअपने अस्तित्व के लिए एक अधिकार है इसलिए जब तक और केवल जब तक यह अत्यंत आवश्यक नहीं है और यह मेरे उत्पाद के डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है तब हमें अन्य इकाई को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए या अपने स्वयं के लिए भौतिकवादी लाभ के लिए इसकी समृद्धि को कम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए और हमें इसके लिए अधिकारभी नहीं है क्योंकि इस गहन पारिस्थितिकी की वजह सेइस प्रकारएक दृष्टिकोण हैक्योंकि यह अपना एक दृश्टिकोण का पालन करता है जो कि देखभाल वाले दृश्टिकोण जितना बड़ा नहीं है इसलिए हम न केवल स्वयं का ख्याल रखते हैं बल्कि अन्य संस्थाओं के लिए भी गैर मानव संथाओं और पूर्ण प्रकृति के लिए भी क्योंकि देखभाल गहन पारिस्थितिकी के लिए प्राथमिक मार्गदर्शक मूल्य है इसे इकोफेमिनिज्म भी कहा जाता है और इसका इको फेमिनिज्म के साथ संबंध है अब यह पारिस्थिकी नारीवाद क्यों यह अधिक है वहां जहां हम महिलाओं और प्रकृति के संबंध के बारे में कहते हैं जैसे समाज में महिलाओं का स्वभाव और महिलाओं के मूल्यों के साथ तो पारिस्थिकी नारीवाद महिलाओं और पर्यावरण की प्रकृति के बीच एक समानता बनाता है और इसलिए यह तुलना करने की कोशिश करता है और इन दोअवधारणाओं केबीच एक निश्चित सादृश्य बनाने की कोशिश करता है यह एक ऐसा शब्द है जो 1980 के दशक में उभरा है इसका मूल आधार है पर्यावरण संबंधी नैतिकता का निर्माण करना जो पितृसत्ता की समस्या को मानव और प्रकृति के बारे में हमारी सोच में शामिल करता है Ecofeminism को पारिस्थितिक नारीवाद भी कहा जाता है क्योंकि यह महिलाओं और प्रकृति के बीच एक संबंध तुलना और समानता स्थापित करने की कोशिश करता है इसके समर्थकों में से एक के अनुसार पारिस्थितिक नारीवाद वह हिस्सा है जिसमें महत्वपूर्ण संबंध हैंजैसे महिलाओं के वर्चस्व और गैर मानवीय प्रकृति के वर्चस्व के बीच ऐतिहासिक प्रतीकात्मक या सैद्धांतिक संबंध इसलिए इस अवधारणा के अनुसार पितृसत्तात्मकसमाज में आमतौर पर महिलाओं पर हावी रहा गया है अथवा सामान्य भाषा में समझे तो उनकी आवाज़ दबाई गयी है और प्रकृति ने भीदेखाऔर यह वर्चस्व लाभ के लिए या पितृसत्तात्मक समाज के लाभ के उद्देश्य से किया गया है इसी तरह यह देखा गया है कि अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य प्रजाति ने प्रकृति पर हावी रहने की कोशिश की है यही कारण है कि इन दोनों अवधारणाओं को ऐसे अनुरूप बनाने के लिए तैयार किया गया है जहां यह प्रकृति की तरह पाया जाता है और समाज में महिला की स्थिति और प्रकृति और जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है जिस प्रकार मनुष्य प्रजाति अपनी प्रकृति के साथ समानता का दृश्टिकोण बना रही है इसलिए इसे इकोफेमिनिज्म कहा जाता है इस आधार पर कि हम एक समाज में महिलाओं के मानकों को कैसे देखते हैं हम उनके उद्देश्यों को क्या देखते हैंजैसे कभी कभी हमारे पास कुछ अवधारणाएं होती हैं जैसे कि महिलाएं होती हैं पुरुष की सेवा करने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए एवं ऐसा हो सकता है की उनका स्वाभाव मनुष्य प्रजाति की सेवा करने के लिए हो तो इस प्रकार का कनेक्शन अवधारणा अथवा संवाद इकोफेमिनिज्मअवधारणामें तैयार किया गयाहै जब हम प्रकृति को पितृसत्तात्मक दृश्टिकोण से देख रहे हों तो और तो हमें यह देखना है कि हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं और कैसे महिलओं को बराबर का अधिकार और सम्मान समाज में मिले और इसलिए प्रकृति भी गैर मानव निकाय भी अधीनस्थ नहीं हैं और वे अपने अस्तित्व के लिए मानव संस्थाओं की तरह समान अधिकार रखते हैं और हम उन्हें अनावश्यक रूप से अपने संकीर्णस्वार्थ के लिए कोई नुकसान नहीं प्रदान कर सकते एक प्रभावशाली अमेरिकी दार्शनिकपैटीहॉलन कामानना है कि क्योंकि विज्ञान पर्यावरण को समझने का एक प्रमुख साधन हैइसे और अधिक स्त्रैण बनाने की आवश्यकता है यहन्यायकेपुरुष उन्मुखनैतिकता केविपरीत देखभाल की नैतिकतापर जोर देताहै इसका उद्देश्य मातृ पृथ्वी की देखभाल करने की भावनाओं का पोषण करना है इसलिए हमें पारिस्थिकी नारीवाद को एक और दृश्टिकोण से देखने की आवशयक्ता हैजहां हम बाहरी दुनिया को देखने के लिए महिलाओं के वास्तविक दृष्टिकोण को समझने के प्रमुख दृष्टिकोण को समझते हैं वे उन संबंधों की परवाह करते हैं जोवहांहैं वे लोगों के लिए परवाह करते हैं कि वहां आस पास है और वेएक संतुलित संबंधबनाए रखनाचाहते हैंताकि हर कोईसह अस्तित्व में रह सके नारी प्रकृति के स्त्री पक्ष के इस पहलू को न्याय करने की अधिक पुरुष प्रधान नैतिकता के बजाय प्रकृति के प्रति हमारे दृष्टिकोण में शामिल करने की आवश्यकता है और यहधरतीमाता की देखभाल करने की भावना को पोषित करने की बात करताहै तो यह पर्यावरणीय नैतिकता के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की तरह एक अंत है निर्जीव वातावरण में रहने की सरल देखभालजो हमें एकदम पर्यावरण के करीब लाता है यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पारिस्थितिक नारीवाद यह लिंग विशिष्ट नहीं है लिंग के बावजूद किसी को भी पसंद हो सकता है जैसे कि क्या एक पुरुष या एक महिला का पर्यावरण की देखभाल करना पहलू हो सकता है इसलिए हमें इस बात से भ्रमित नहीं करना चाहिए कि केवल महिलाएं ही प्रकृति की देखभाल करेंगी पारिस्थितिक नारीवाद एक अवधारणा हैयह प्रकृति की देखभाल करने की एक अवधारणा है यह हमारे आस पास गैर मानवीय संस्थाओं की देखभाल करने की एक अवधारणा है और यह लिंग विशिष्ट नहीं हैअर्थात यह नहीं बतलाता की महिलाएं कभी भी देखभाल नहीं करेंगी और पुरुष तो कभी भी नहीं कोई भी चाहे वह पुरुष हो या महिला अगर उस व्यक्ति का प्रकृति और गैर मानव इकाई के प्रति देखभाल वाला रवैया है तो इसे पारिस्थितिक नारीवाद कहा जाता है अगला हमGaia दृष्टिकोण परध्यानकरेंगे ग्रीक पौराणिक कथाओं में Gaia का अर्थ है देवी पृथ्वी का पोषण करना यह काफी हद तक समकालीन जीवविज्ञानी जेम्स लवलॉक का विचार है जिन्होंने सुझाव दिया था कि पृथ्वी को एक एकल जीव मातृ प्रकृति के रूप में देखा जाना चाहिए जो किसी भी अन्य जीव की तरह रह सकती है गैया परिकल्पना एक जीवित जीव की तरह पृथ्वी के संरक्षण के विचार को रेखांकित करती है यह मनुष्यों को उन अन्य जीवों को नष्ट करने से रोकता है जो धरती माता में मनुष्यों के साथ सहअस्तित्व करते हैं मनुष्य प्रजाति प्रकृति के बाकी प्रजातियों से अलग है हम लोग विकसित भाषा वाले प्रजाति से हैं मनुष्य का अन्य जानवरों पर बर्चस्व है और इसलिए यह कुछ ऐसे विचार हैं जो हमारे पास हैं जो शायद सच नहीं होंगे इसलिए सभीसमान हैंऔर प्रत्येक के पास महत्वपूर्ण स्थान है और प्रत्येक का महत्वपूर्ण योगदान है और प्रत्येक के पास जीवित रहने का भी समान अधिकार है इसलिए लिनव्हिटेसने हमारे पारिस्थितिक संकट की ऐतिहासिक जड़ों पर निबंध दिया उन्होंने जूदेव ईसाई धर्म और प्राकृतिक पर्यावरण के मानव उपयोग के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन किया जिससे गंभीर पारिस्थितिक संकट पैदा हुआ इसलिए इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है मध्ययुगीन इतिहासकार श्वेत भी दृढ़ता से मानते थे कि जूदेव ईसाई परंपराएं मानव और प्रकृति के शोषणकारी रवैये के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थींक्योंकि इस तथ्य के कारण कियह पौधों को नष्ट करने औरजानवरों कोमारने से प्रतिबंधित नहीं करता था अब हम कुछ एशिया के धर्मों पर विचार करेंगे चीन में ताओवादी और कन्फ्यूशीवाद परंपराएं जापान में ज़ेन बौद्ध यह दोनों धर्म पूरी दुनिया को अपने जैविक अर्थों में मानते हैं जिसमें कुछ भी अलगाव में नहीं है और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत में प्रमुख हैं अहिंसा जो जीवन को नष्ट नहीं करते हैं इसलिए एशियाई दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि यह सार्वभौमिक स्वयं के साथ अधिक जुड़ा हुआ संपर्क संबंध है सार्वभौमिक प्रकृति ब्रह्मांड के साथ स्वयं का संबंध है ये अवधारणाएं हैं जो एशियाई धर्मों और परंपराओं में अंतर्निहित हैं और यह अपने आप को और प्रकृति के साथ दुनिया के दृष्टिकोण को जन्म देता है बौद्ध धर्म पेड़ों जंगल और वन्य जीवन सहित सभी जीवन के लिए करुणा सिखाता है इस तरह की एकरूपता विकास में बाधा नहीं बनती है ताओ धर्म जब तक प्रकृति के साथ सद्भाव में है तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करती है जापान में ज़ेन बौद्ध आंदोलन प्रकृति के साथ एकरूपता पर बल देता है लेकिनदुर्भाग्यसे चीन और जापान दोनों देशों में पर्यावरण की दृष्टि प्रबुद्ध धर्म की उपस्थिति ने पर्यावरणीय समानता को बड़े पैमाने पर विनाश और अवहेलना से रोका नहीं गया लगता है बड़ा धर्म हिन्दू जीवनशैली है हिन्दू जीवनशैली इस बात में विश्वास रखती हैं कि हर जीव प्राणी में ईश्वर निवास करते हैं और इसलिए मांसाहार पर प्रतिबन्ध हैअहिंसा का सिद्धांत भी हिंदुओं द्वारा साझा किया गया है जो जीवन को नष्ट नहीं करने की वकालत करता है हिंदू धर्म के केंद्रीय सिद्धांतों में जानवरों और प्रकृति के लिए देखभाल और करुणा की आवश्यकता होती है लेकिन ये कभी कभी जापान और चीन की तरह अपने व्यावहारिक अनुभवों में प्रतिबिंब नहीं होते हैं एनिमिस्टिक धर्म पोलिनेशियन और मूल अमेरिकी धर्मों सहित अधिकांश प्राचीन धर्म एनिमिस्टिक हैं और प्रकृति के साथ आत्माओं के अस्तित्व को पहचानते हैं ऐसेधर्मों मेंआत्माएं मानवीय रूप नहीं लेती हैं और बस पेड़ या आकाश के भीतर होती हैं हिरण या भालू जैसे जानवरों की हत्या करने वाले कई एनिमिस्टिक धर्मों में उचित तुष्टिकरण की आवश्यकता होती है एक पेड़ को काटने के लिए उस आत्मा को पेड़ के काटने के लिए स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता होती है कुछ आधुनिक पर्यावरणविदों ने प्रशंसा के साथ जीवात्मा पर ध्यान दिया है और माना है कि इस तरह के ज्ञान का अब कोई अस्तित्व नहीं है आधुनिक पैंटीवाद इसेट्रान्सेंडैंटलिज्म और एनिमिज़्म दोनों का अद्यतन संस्करणमाना जाता है और एक आधुनिक पेंटिज्म पारिस्थितिकी को ईश्वर की वैज्ञानिक क्रांति के रूप में देखा जाता है हेरोल्ड वुड के अनुसार आधुनिक पैंटीवाद ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करने के लिए तीन दृष्टिकोण प्रदान करता है यह तीन दृश्टिकोण हैं ज्ञान का तरीका भक्ति का तरीका और काम करने का तरीका ज्ञान का तरीका प्रकृति का गहराई से अध्ययन करने और प्रकृति का पालन करने से संबंधित है भक्ति का तरीका प्रकृति के कुछ हिस्सों के रूप में मनाने और प्रकृति के साथ संवाद के रूप में मनाता है और कार्यों का तरीका पारिस्थितिकी तंत्र के सर्वोत्तम हित में अभिनय को दर्शाता है सभी तीन दृश्टिकोण एक साथएकसमग्र विश्वदृष्टि और एक समग्र सोच और प्रकृति की दिशा में कार्रवाईको जन्म देंगे अब चर्चा का ध्यान इस ओर केंद्रित करें कि महसूस करें कि इस चर्चा के बीच कोई कनेक्टिविटी नहीं है और आध्यात्मिकता ने हमें कैसे निर्देशित किया है और प्राचीनलिपियों केशास्त्रों और सिद्धांतों केमाध्यम से कैसा हैआध्यात्मिकता को समझने का जैसे हिंदू धर्म मेंहमारेपुराने गायत्री मंत्रमें एक गहरा जुड़ाव है न केवल हमारी पृथ्वी के प्रति हमारी ऋणी होने का बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति संभवत प्रत्येक जीवों के प्रति और और हम कैसे ऋणी हैं अपने पिछले जीवन के और प्रकृति रूपी स्वरुप के लिए और जो इस संसार में प्रत्येक जीवों के लिए करती है I और हमारे लिए एक कर्तव्य कैसे है इन संस्थाओं में से प्रत्येक को वापस देना अगर हमें लगता है कि हम इस अवधारणा से नहीं जा रहे हैं और हम हैं अगर हम आध्यात्मिकता और पर्यावरण नैतिकता के बीच के संबंध को समझाने की तरह अपने अनुभव की व्याख्या नहीं करना चाहते हैं फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम पर्यावरण के संबंध और पर्यावरण के प्रति हमारे दृष्टिकोण को देख सकतेहैं यहाँ तीन संभावनाएं हो सकती हैं जो पर्यावरण नैतिकता के बारे में चिंता करना बंद कर देंगे क्योंकि हमें लगता है किहमेंपर्यावरण के बारे में चिंतितक्योंहोना चाहिएक्योंकि जब तक हमारे स्वयं के स्वार्थ की सेवा की जाती है तब तक ठीक है मुझे अन्य गैर मानवसंस्थाओं केबारे में क्यों सोचना चाहिए विकास और पर्यावरणीय नैतिकता के किसी भी प्रयास का त्याग करें और बस अपनाना बंद करें औरआंतरिक भावनाओं केआधार पर कुछ विचारों को अपनाएं इसलिए हम इस तरह से एक विश्व दृष्टिकोण या एक अवधारणा विकसित नहीं कर सकते हैं हम पालन करने जा रहे हैं और क्योंकि ऐसा करना सही है और लेकिन हम सिर्फ अपनीआंतरिक भावनाओं केआधार पर कुछ विचारों को अपनाएंगे जोमुझे अच्छा लगता है तो यह है कि हम इसे कैसे अभ्यास करते हैं लेकिन कभी कभी में यह इतना कर सकते हैंक्या हुआकी तरह अगर हम पर्यावरण की दिशा में एक मूल्य प्रणाली विकसित नहीं कर रहे हैं और हम कैसे बड़े पैमाने पर जिम्मेदार और पर्यावरण के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए और बस हमारी भावनाओं में पर्याप्त वर्तमान के आधार पर कुछ भावनाओं को अपनाएं और क्योंकि अगर भविष्य में उन भावनाओं को बदल जाता है तोहम अपने विचारों को त्यागने जारहे हैंयानहीं दुनिया की हमारी समझ और नैतिकता के अपने मूल्यांकन के आधार पर हमें पर्यावरणीय नैतिकताअपनाने के लिए और अधिक समझ की जरूरत है तो यह भी हमदुनिया की हमारी समझ और नैतिकता के अपने मूल्यांकन के आधार परइसे अपनासकते हैं तो यह भी व्यक्तियों का वह अपना अभ्यास है जोदुनिया केबारे में उसकी समझ पर आधारितहै लेकिन अगर ये कुछ मूल्यों में उलझे हुए नहीं हैं तो हम उन चीजों को करना बंद कर सकते हैं जो केवल मानव के लिए फायदेमंद हैं इसलिए यह हिस्सा कुछ विचारों को अपनाता है जो आंतरिक भावनाओं पर आधारित हैं या दुनिया की समझ के आधार पर हम में से अधिकांश को समझ में आता है और नैतिकता के हमारे अपने मूल्यांकन को कुछ विश्वास प्रणाली पर दृढ़ता से आधारित होने की आवश्यकता है कुछ पर दृढ़ता से आधारित बुनियादी सिद्धांत जो मार्गदर्शन करते हैं जो हमारे जीवन के दर्शन का मार्गदर्शन करते हैं और कहीं आध्यात्मिकता के सिद्धांत हमारे धर्म की मूल शिक्षाएँ हैंजहां यह स्वमानव और अन्य गैर मानव संस्थाओं और बड़े पैमाने पर प्रकृति की कनेक्टिविटी संचार की बात करता हैजो बड़े पैमाने पर प्रकृति के प्रति मनुष्य के ऋणी होने की बात करता है इसलिए उसे वापस देने का मानव का कर्त्तव्य है अथवा यह हमारे गैर मानव संस्थाओं को किसी भी नुकसान को प्रदान करने से हमारे स्वयं को प्रतिबंधित करने की बात करता है हमें पालन करने और अभ्यास करने के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत देता है जो दुनिया के बारे में हमारी समझ विकसित करेगा और गैर मानव संस्थाओं के लिए हमारी भावनाओं का पोषण करेगा और और हमें अपनी नैतिकता का विकास करने के लिए प्रेरित करता है तो आध्यात्मिकता के विचार वास्तव मेंइन्हें विकसित करनेमेंमददकरते हैं हम अपनी आने वाली चर्चाओं में इंजीनियरिंग नैतिकता के अन्य पहलुओं के बारे में कुछ और दिलचस्प प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे धन्यवाद